आइए अब इंडक्शन मोटर्स पर शुरू करें कि हमने क्या किया मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि हमने पहले क्या किया था हमने मूल रूप से इंडक्शन मोटर की वैचारिक विशेषताओं को देखा हमने इंडक्शन मोटर के सिद्धांत को देखा जिसके पहले हमने कहा कि एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसे कैसे बनाया जाता है फिर उसके बाद हमने स्टेटर की तरफ से रोटर की तरफ जाने वाली कुल शक्ति को देखकर वास्तव में इक्विवेलेंट सर्किट को देखा और हमने इसके आधार पर इक्विवेलेंट सर्किट लिखा एक ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को मूल रूप से देखा और क्या होता है जब रोटर घूमता है या माध्यमिक घूमता है इक्विवेलेंट सर्किट को क्या होता है तो हमने समतुल्य परिपथ को कुछ इस तरह से खींचा यह R1 यह X1 यह भी कहा जाता है कि हमें कोर लॉस होने वाला है और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हैं जिसे हमने लिखा था Xm और Rc तब हमने वास्तव में लिखा था कि लीकेज रिएक्टेंस होने वाला है जो वास्तव में X2l है मूल रूप से हमने इसे लिखा था कि sX2l अब हमने वास्तव में रोटर ईएमएफ को भी स्टेटर फ्रीक्वेंसी में बदल दिया है जो कि हमने S द्वारा विभाजित करके किया है इस वजह से हमें यहां जो मिला है उसे E1 कहें और यह सीधे E2l हो गया है जो E1 बराबर था अनुपात की वजह से E2l E1 हो जाएगा और हमने प्रतिरोध के 2 भाग लिखे एक हमने R2l रूप में लिखा जो स्टेटर साइड में रूपांतरित रोटर का निहित प्रतिरोध है और हमने प्रतिरोध का एक और भाग लिखा है जो यांत्रिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमने एक चर प्रतिरोध के रूप में दिखाया था जो है यह यांत्रिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और फिर हमने कहा कि यह शॉर्ट सर्किट का प्रतिनिधित्व करता है जो स्क्वीररेल केज प्रेरण मोटर के रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है जिसे हम रोटर के लिए एक बाहरी शॉर्ट सर्किट बनाते हैं यह इक्विवेलेंट सर्किट है जिसे हमने चित्रित किया और फिर इसके आधार पर हमने वास्तव में टॉर्क एक्सप्रेशन लिखा

चाहे मैं इसे एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक पक्ष या द्वितीयक पक्ष से या एक प्रेरक मोटर में स्टेटर साइड या रोटर की तरफ से देखता हूं यह अपरिवर्तनीय होने वाला है फिर हमने I2 के लिए अभिव्यक्ति लिखी इसलिए हमने कहा कि अगर मैं I0 को उपेक्षित करता हूं और हमने इसे उपेक्षित करने के लिए चुना क्योंकि हम V1 के संदर्भ में एक सरल अभिव्यक्ति चाहते थे जो भी वोल्टेज लागू किया जा रहा है इसलिए मैं V1 वोल्टेज लागू कर रहा हूं इसलिए जब मैं V1 के संबंध में पूरी अभिव्यक्ति लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं तो जिससे हम टॉर्क के लिए समग्र अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जैसे

तो यह मुझे समग्र टॉर्क की अभिव्यक्ति प्रदान करता है जिसमें से हमने 2 अलग अलग स्थितियों के बारे में बात की थी जब s 1 से बहुत कम था या 0 था जो कि इंडक्शन मोटर की सामान्य परिचालन स्थिति है आम तौर पर अगर आप अधिकांश प्रेरण मोटर्स देखें तो आमतौर पर हम रोटर में बहुत कम रोटर कॉपर लॉस के लिए जा रहे हैं अगर मैं कहता हूं कि 100 वाट रोटर में आ रहे हैं तो मेरे पास रोटर प्रतिरोध हानि के रूप में केवल 4 या 5 प्रतिशत ही हो सकता है इसलिए मैं लगभग 95 प्रतिशत यांत्रिक उत्पादन में परिवर्तित होने जा रहा हूं जिसका अर्थ है कि मैं वास्तव में केवल 5 प्रतिशत या इससे भी कम स्लिप प्राप्त करने जा रहा हूं तो यही कारण है कि हम कहते हैं कि स्लिप आम तौर पर बहुत कम होती है जो इंडक्शन मोटर के सामान्य ऑपरेटिंग क्षेत्र से मेल खाती है हम इंडक्शन मोटर में सामान्य रूप से बहुत बड़ी स्लिप रखने नहीं जा रहे हैं जो कि काफी अच्छी तरह से डिजाइन है और आमतौर पर इंडक्शन मोटर्स काफी अच्छी तरह से डिजाइन की जाती है तो हम कहने जा रहे हैं

मैं केवल एक एप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं स्पष्ट रूप से जब हम वास्तविक गणना करते हैं तो हम नहीं करेंगे लेकिन हमारे पास होगा R2 S इसलिए यह लगभग इसके बराबर है जिसके कारण हमारे पास होगा इसलिएहमारे पास होगा जब भी स्लिप छोटी होगी दूसरी ओर जब हम कहते हैं स्लिप 1 के करीब है जो शुरुआती स्थिति के बराबर है तो शुरुआती स्थिति 0 है अगर 0 है तो स्लिप 1 इसलिए जब मैं स्लिप 1 के बराबर होने जा रहा हूं तो इस हिस्से कि तुलना में यह पूरा हिस्सा नगण्य होने जा रहा है इसलिए मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं कि यह वही है जो होने जा रहा है जब स्लिप 1के करीब या स्लिप शुरू की स्थिति के बहुत करीब है तो कुल मिलाकर मैं कुछ इस तरह की विशेषताओं को चित्रित करने में सक्षम होना चाहिए हम कहते हैं कि यह बढ़ रही है और यह बढ़ती दिशा में टॉर्क torque है जब तुल्यकालिक गति के बराबर है इसलिए अगर मैं उस बिंदु को लेता हूं जहां यह है जब उस बिंदु पर यदि रोटर कभी भी समकालिक गति तक पहुंचता है जो स्थिर स्थिति में कभी नहीं हो सकता है यदि यह सब होता है तो मुझे वास्तव में कोई रोटर करंट मिलने वाला नहीं है कोई टॉर्क नहीं है इसलिए यह अनिवार्य रूप से नो लोड स्थिति है अगर मैं किसी तरह रोटर में तुल्यकालिक गति तक पहुंच जाता हूं तो मैं यह देखने जा रहा हूं कि कोई रोटर करंट नहीं है रोटर प्रेरित ईएमएफ है जिसके कारण कोई टॉर्क नहीं है तो अगर कोई टॉर्क नहीं है तो यह उतना अच्छा है जितना नो लोड स्थिति है जिसका अर्थ है कि टॉर्क 0 के बराबर है इसलिए यह ऑपरेटिंग बिंदु होने जा रहा है जब मैं तुल्यकालिक गति को ऑपरेटिंग गति होने की बात कर रहा हूं और जैसे ही मैं मोटर पर लोड बढ़ाता हूं हो सकता है कि मैं अधिक से अधिक लोड अधिक से अधिक यांत्रिक टोक़ के लिए कहूँ तो निश्चित रूप से मुझे अधिक से अधिक रोटर करेंट की आवश्यकता होगी अगर अधिक रोटर करंट हो तो अधिक टॉर्क विकसित होगा अगर अधिक टॉर्क विकसित किया गया है तो मैं टॉर्क की मांग को पूरा करके प्रेरण मोटर के रोटेशन को बनाए रखने जा रहा हूं अन्यथा कोई भी तरीका नहीं है रोटेशन की जीविका नहीं होगी इसलिए अगर मैं लोड को और बढ़ाता हूं तो मैं गति में कमी करने जा रहा हूं गति में कमी का मतलब है कि स्लिप में वृद्धि क्योंकि वही है जो स्लिप में योगदान देता है इसलिए अगर गति में कमी होती है तो यहां घट जाती है या मुझे कहना चाहिए कि स्लिप बढ़ जाती है जो तब होता है जब मैं गति को घटता देख रहा हूं और टॉर्क लगातार बढ़ रहा है तो यह बहुत स्पष्ट है जो कुछ भी हमने पहले लिखा था वह इस क्षेत्र में मान्य है अगर मैं कहता हूं कि A से B यह A B है तो A B क्षेत्र से मेल खाती है जबकि अगर मैं दूसरे क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से संबंधित है जहां s वास्तव में 1 के बराबर है और इस बिंदु पर s 0 है तो जाहिर है हाइपरबोलिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हो सकती है जो कुछ इस तरह से होंगे तो स्पष्ट रूप से मेरे पास स्लिप टॉर्क विशेषताओं के 2 भाग हैं एक स्लिप के टॉर्क के आनुपातिक है दूसरे है l प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत शुरू होती है प्रोफेसर S 0 है Te 0 है जी हाँ यह Te है कोई रोटर प्रेरित ईएमएफ नहीं है कोई रोटर प्रेरित करंट नहीं है इसलिए स्पष्ट रूप से Te 0 होगा प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत समाप्त होती है इसलिए अब हम देखते हैं यह कहां इंटरसेक्ट करता है इसलिए मैं पूरी तरह से स्लिप टॉर्क विशेषताओं को या गति टॉर्क विशेषताओं को चित्रित कर सकता हूं इंडक्शन मोटर के अनुसार वास्तविक गति टॉर्क विशेषता कुछ इस तरह होगी यह निश्चित रूप से एक रैखिक क्षेत्र नहीं है जबकि यह रैखिक क्षेत्र है और स्लिप 1 के बराबर होने जा रहा है यह है यह होने जा रहा है यह है इस दिशा में बढ़ रहा है और यह Te तो यह 3 चरण प्रेरण मोटर की विशिष्ट गति टॉर्क विशेषता है मैंने आप लोगों से पूछा कि Temax किस स्लिप पर मिलता है इसलिए हमारे पास एक अभिव्यक्ति थी

प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत शुरू होती है प्रोफेसर हम इसे पूरी तरह से आसानी से प्राप्त करने के लिए उपेक्षा कर रहे हैं पुडिंग का प्रमाण इसे खाने में है इसलिए अंततः यदि आपकी वास्तविक विशेषताएं लगभग समान हैं तो यह ठीक है यह वैसा ही दिखता हैयही एकमात्र कारण है कि हम इसके साथ जा रहे हैं अन्यथा हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यही कारण है कि जब मैं एक ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर में ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बात करता हूं मामूली अंतर होगा प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत समाप्त होती है इसलिए जब हम इस तरह से देख रहे हैं तो अब हमें लिखना होगा तो यह किस स्लिप पर है आप पता लगा सकते हैं और वह SmaxT है मैं इसे लिख रहा हूं टॉर्क अधिकतम है अधिकतम टॉर्क पर स्लिप SmaxT है यह एक स्लिप है लेकिन अधिकतम टॉर्क निकलेगा

कृपया ध्यान दें स्लिप Temax पर पॉजिटिव है स्लिप निगेटिव भी हो सकती है कुछ अन्य Temax पर लेकिन Temax सभी प्रायिकता माइनस Temax होगी जिसका मतलब है कि यह मिरर इमेज की तरह है एक बात मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं कि यदि स्लिप सकारात्मक है तो इसका मतलब है यदि स्लिप नकारात्मक है तो इसका मतलब है क्योंकि हमने जो स्लिप कहा है स्लिप स्पीड जो कि द्वारा विभाजित की गई मुझे वह समग्र स्लिप देगी जो हमने कहा था इसलिए और हमने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि इंडक्शन मोटर में ऐसा कभी नहीं हो सकता है हमने कहा कि कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं ऐसा होने के लिए मुझे एक शर्त रखनी होगी जहां मोटर को चलाया जाएगा मशीन एक बाहरी प्रमुख मूवर द्वारा संचालित किया जाएगा अगर हम कहते हैं मेरे पास एक वाहन है जिसे इंडक्शन मोटर के साथ लगाया गया है और यह नीचे की ओर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण गति को तब तक बढ़ाएगा जब तक कि मैं इसे नियंत्रित नहीं करता इसलिए गुरुत्वाकर्षण गति को समकालिक गति से ऊपर ले जा सकता है इस मामले में स्लिप नकारात्मक हो सकती है प्राइम मूवर होने से मेरा अभिप्राय यह है कि प्राइम मूवर टरबाइन हो सकता है प्राइम मूवर विंटर वॉइन या आईसी इंजन हो सकता है या कुछ भीजो मायने नहीं रखता है लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण पुल भी हो सकता है ऐसा गुरुत्वीय खिंचाव वास्तव में एक प्राइम मूवर की तरह काम कर रहा है और अगर गति रेटेड गति या तुल्यकालिक गति से आगे जाती है जो कि स्लिप नकारात्मक बनने वाली है और यदि स्लिप नकारात्मक क्षेत्र में जा रही है और यदि मेरे पास सभी संभाव्यता में एक प्राइम मूवर है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा मैं गुरुत्वाकर्षण पुल की मदद से यांत्रिक ऊर्जा दे सकता हूं जो गतिज ऊर्जा है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है जब तक कि मोटर के रूप में काम करने वाली इंडक्शन मशीन एक जनरेटर के रूप में कार्य करना शुरू नहीं करती तो यह केवल इंडक्शन जनरेटर ऑपरेशन के अनुरूप होगा जहां मैं यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने जा रहा हूं जबकि मोटरिंग क्षेत्र में ऐसा होता है जहां मैं बहुत स्पष्ट रूप से विद्युत शक्ति यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता हूं मैं जेनरेटर क्षेत्र के बारे में विस्तार से नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि इसमें कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा इसलिए मुझे जनरेटर क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि हम केवल मुख्य रूप से मोटरिंग ऑपरेशन से संबंधित थे लेकिन फिर भी कम से कम मुझे लगा कि मुझे एक मशीन जो निश्चित रूप से यह जनरेटर और मोटर दोनों की कार्यक्षमता है के बारे में एक निश्चित उल्लेख करना चाहिए निश्चित रूप से उस मामले के लिए किसी भी विद्युत मशीन में एक मोटर की कार्यक्षमता होगी जनरेटर जब तक आप स्थिति को किसी विशेष ऑपरेशन या अन्य विशेष प्रकार के ऑपरेशन के लिए प्रेरित करते हैं तब तक हम मुख्य रूप से मोटरिंग ऑपरेशन से संबंधित होते हैं लेकिन संयोग से हम एक नकारात्मक स्लिप का सामना करते हैं यही कारण है कि मैंने इसका उल्लेख किया है तो मैं जनरेटर के बारे में और बात नहीं करूंगा तो अब यह बिंदु जो संभवतः अधिकतम टॉर्क से मेल खाता है हम फिर से इस स्लिप मूल्य को इस में प्रतिस्थापित करके गणना करेंगे अगर मैं इस अधिकतम स्लिप मूल्य को टॉर्क अभिव्यक्ति में प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे मिलेगा कि अधिकतम टॉर्क क्या है यह Tmax है हम ब्रेक डाउन टॉर्क टीबीडी भी कहते हैं TBD अधिकतम टॉर्क है जो एक प्रेरण मोटर विशेष वोल्टेज के तहतएक विशेष आवृत्ति स्थिति के तहत उत्पन्न करने में सक्षम है यदि आप इस विशेष टॉर्क से अधिक इंडक्शन मोटर को लोड करने का प्रयास करेगे तो यह टूट जाएगा यह और चलने में सक्षम नहीं होगा तो हम कहते हैं कि मैं 10 न्यूटन मीटर के साथ काम कर रहा था 20 न्यूटन मीटर मैं इसे बड़ा के 50 न्यूटन मीटर तक ला सकता हूं हो सकता है कि 50 न्यूटन मीटर मेरा ब्रेक डाउन टॉर्क हो अगर मैं 51 न्यूटन मीटर तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ तो मशीन एक ठहराव की स्थिति में आ जाएगी अब यह काम करने में सक्षम नहीं होगा अब यह घूम नहीं सकेगा तो ब्रेक डाउन टॉर्क एक निर्धारित आवृत्ति पर इंडक्शन मोटर द्वारा दिया जा सकने वाला अधिकतम टॉर्क है क्योंकि मैं सामान्य रूप से इसे ग्रिड से संचालित कर रहा हूं आमतौर पर ग्रिड फिक्स होता है यह लगभग 400 वोल्ट 3 चरण लाइन से लाइन होगा और मोटे तौर पर 50 हर्ट्ज तो उस वोल्टेज और आवृत्ति के लिए यह दिए गए इंडक्शन मोटर के लिए सेट है क्योंकि यह इंडक्शन मोटर के मापदंडों पर निर्भर करता है और यह SmaxT है इस दिशा में स्लिप बढ़ रही है मुझे आशा है कि आप समझते हैं स्लिप 0 से शुरू हो रही है और गति की विपरीत दिशा में 1 की ओर जा रही है तो इस विशेष दिशा में स्लिप बढ़ रही है प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत शुरू होती है प्रोफेसर देखिए अगर मैं वास्तव में लोड टॉर्क के बारे में बात कर रहा हूं तो यह स्पष्ट रूप से केवल 1 बिंदु है और यह सामान्य रूप से तुल्यकालिक गति के करीब होगा मुझे आशा है कि आपको प्रश्न मिल गया है अगर मैं यहां किसी लोड टॉर्क को देखता हूं तो मेरा 1 बिंदु यहां 1 बिंदु यहां होगा इसलिए यदि मेरे पास 2 अंक हैं तो क्या होने वाला है यह कहां बसने जा रहा है यह सवाल है प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत समाप्त होती है अगर मेरे पास उदाहरण के लिए एक निरंतर टॉर्क लोड है तो हम कहें कि मैं एक लिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं लिफ्ट एक प्रेरण मोटर द्वारा संचालित है तो हम कहते हैं हो सकता है कि टॉर्क इस तरह से कुछ मूल्य के अनुरूप हो यह स्पष्ट रूप से 0 गति से शुरू हो रहा है इसलिए जब तक कि मुझे अधिक मात्रा में टॉर्क नहीं मिल जाता है तब तक कोई त्वरण नहीं निकलेगा मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे त्वरण तभी संभव होगा जब शुरुआत से मेरा शुरुआती टॉर्क Te अधिक हो TLसे l मैं TL लोड टॉर्क के एक विशेष मूल्य के रूप में बात कर रहा हूं जो एक निरंतर टॉर्क लोड है इसलिए जब तक मेरे पास कुछ मात्रा उपलब्ध नहीं हो जाती मशीन में तेजी नहीं होगी तो मशीन में तेजी आनी शुरू हो जाएगी जब यह तेज हो जाती है कृपया ध्यान दें मैं अधिक से अधिक विद्युत चुम्बकीय टॉर्क प्राप्त करने जा रहा हूं क्या आप मेरी बात मान रहे हैं यह वह समन्वय है जो विद्युत चुम्बकीय टॉर्क का प्रतिनिधित्व करता है तो उपलब्ध विद्युत चुम्बकीय टॉर्क अधिक और अधिक है इसलिए मशीन आगे और आगे तेजी लाएगी इसलिए यह प्रारंभिक स्थिति है यह तेजी से बढ़ रहा है और जिस क्षण यह तेज होता है और इस मूल्य तक पहुंचता है यह और तेज हो जाएगा और जब यह आगे बढ़ेगा और टॉर्क कम हो रहा है जब तक यह स्वयं ही वास्तव में लुप्त नहीं हो जाता जहां स्थिरता है अन्यथा स्थिरता नहीं होगी तो स्थिरता केवल रैखिक क्षेत्र में होती है हाइपरबोलिक क्षेत्र में नहीं इसलिए जहां भी स्थिरता है यह वहां आकर बस जाएगा तो यह इस बिंदु पर बस जाएगा जो संभवतः P1 है जो ऑपरेटिंग बिंदु होने जा रहा है दूसरी ओर 18 लोगों के बजाय 8 लोग कहते हैं कि 18 लोगों ने लिफ्ट में प्रवेश किया है टॉर्क मांग बहुत बड़ा है अगर टॉर्क की मांग यहां कहीं होती है तो मशीन बिल्कुल भी शुरू नहीं होगी यह सिर्फ स्टाल होगा इसे ओवरलोड और वजन कहेंगे लिफ्ट में निश्चित रूप से एक संकेतक बटन होगा कि यह अधिभार है क्योंकि लोड टॉर्क जो भी मशीन प्रारंभिक स्थिति में उत्पन्न करने में सक्षम है उससे अधिक है इसलिए यह एक बहुत अच्छा सवाल है बहुत वैध सवाल है इसलिए मशीन को शुरू करने के लिए शुरुआती टॉर्क को लोड टॉर्क से अधिक होना चाहिए अन्यथा यह भी शुरू होने वाला नहीं है इसलिए आम तौर पर ऑपरेटिंग बिंदु जो हम निर्दिष्ट करते हैं वह प्रारंभिक टॉर्क से कम होगा जो कि हमेशा यही होगा इसलिए आपके पास केवल एक ही ऑपरेटिंग बिंदु संभव होगा जो कि वास्तव में अस्थिर क्षेत्र के बजाय स्थिर क्षेत्र में आ रहा है जहां यह सिर्फ गति के संदर्भ में बढ़ रहा है और बढ़ रहा है जो अनिवार्य रूप से अस्थिर ऑपरेटिंग बिंदु है तो स्थिर संचालन बिंदु केवल यही होगा तो P1 ऑपरेटिंग पॉइंट होगा अब हम Temax लिए अभिव्यक्ति लिखने का प्रयास करते हैं तो यह होने जा रहा है यह फिर से प्लस या माइनस होगा केवल मैं प्लस दिखा रहा हूं माइनस जनरेटर क्षेत्र के अनुरूप होगा मैं वास्तव में जनरेटिंग क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं तो यह Temax होगा मैं यहां Temax में एक बात बताना चाहूँगा Temax रोटर प्रतिरोध पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है हालांकि जब हम टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे तो हमने हमेशा कहा तो R2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था लेकिन Temax R2 पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह R1 और X1 X2 पर निर्भर करता है और इसी तरह और आगे लेकिन जिस स्लिप पर अधिकतम टॉर्क होता है जिसमें अंश में R2 होता है जिसका अर्थ है कि अगर मैं R2 बढ़ाता हूं जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के मामले में होता है जहां मैं बाहरी रूप से प्रतिरोधों को शामिल कर सकता हूं इसलिए अगर मैं R2 बढ़ा रहा हूं तो यह अधिकतम टॉर्क प्रभावित नहीं होगा लेकिन यह SmaxT प्रभावित होगा SmaxT 1 की ओर जाएगा तो क्या होने वाला है शायद इस तरह से एक और विशेषता होगी इसलिए मैं सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि वास्तव में विशेषता कैसे खिसक जाती है कृपया याद रखें कि यह SmaxT क्या है इसलिए यह SmaxT है जब मैं प्रतिरोध को और बढ़ाता हूं और यह SmaxT है जब मैं फिर से प्रतिरोध को बढ़ाता हूं रोटर प्रतिरोध को स्टेटर प्रतिरोध नहीं इसलिए मुझे बहुत स्पष्ट रूप से यह इंगित करना चाहिए कि यह R2 बढ़ता है या R2l बढ़ रहा है दोनों ठीक है मैं R2 को बढ़ाने में सक्षम हूं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह जो मैं एक स्क्वीररेल केज इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकता मैं केवल एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के मामले में बाहरी प्रतिरोध को शामिल करके रोटर की प्रतिरोध विशेषताओं को संशोधित कर सकता हूं इसलिए अगर मैं एक निरंतर टॉर्क लोड के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक ऑपरेटिंग बिंदु है यहां एक ऑपरेटिंग बिंदु यहां एक और ऑपरेटिंग बिंदु है जिसका मतलब है कि रोटर प्रतिरोध को बदलने से मैं 3 अलग अलग ऑपरेटिंग गति प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा और फिर मैं और अधिक प्रतिरोध शामिल करता हूं तो किसी दिए गए टॉर्क में इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए रोटर प्रतिरोध नियंत्रण केवल एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के मामले में संभव है जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि मैं घाटे को सहन कर रहा हूं ठीक है लेकिन मैं गति नियंत्रण की एक बहुत ही सरल विधि प्राप्त करने में सक्षम हूं यदि मैं गति नियंत्रण रखना चाहता हूं मैं दक्षता में घाटे का बुरा नहीं मानता उस मामले में रोटर प्रतिरोध को शामिल करना सबसे अच्छा साधन है क्योंकि यह बहुत सरल है बस रियोस्टेट को शामिल करें बस इसे बदलते रहें इसलिए अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यह वास्तव में मुझे किसी दिए गए टॉर्क में परिवर्तनशील गति प्रदान करने का लाभ देता है जो केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में संभव है न कि स्क्वीररेल केज में तो यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के सभी प्रमुख बिंदुओं में से एक है हालांकि इसका पूर्व संचालन कोई रखरखाव नहीं है यह महंगा है यह टूटा फूटा है वे सभी चीजें वहां हैं फिर भी यह इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने का सबसे सरल साधन में से एक है तो अब हमने स्लिप टॉर्क विशेषताओं या स्पीड टॉर्क विशेषताओं को देखा है और हमें यह भी मिल गया है कि Temax एक्सप्रेशन क्या है कृपया इस सभी प्रतिरोधों के लिए ध्यान दें जब तक Temax समान है TBD नहीं बदला है मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमने TBD को नहीं बदला है केवल एक चीज जो बदली है वह स्लिप है जिस पर अधिकतम टॉर्क होता है और गति भी भिन्न हो सकती है इंडक्शन मोटर की स्लिप टॉर्क विशेषताओं के लिए और स्पीड टॉर्क विशेषताओं के लिए बहुत कुछ है हम R1 R2l X1 X2l के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की थी कि कैसे निर्धारण करें तो आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि इंडक्शन मोटर के समतुल्य सर्किट मापदंडों को कैसे अलग किया जाए हम सभी पहले से ही ट्रांसफार्मर से परिचित हैं समकक्ष सर्किट मापदंडों का निर्धारण कैसे करें हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखा था क्योंकि इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के समान है इसी तरह के परीक्षण इस मशीन के मापदंडों को भी निर्धारित करने में सक्षम होने जा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन मैं इंडक्शन मोटर को ओपन सर्किट कैसे करूं अगर मैं मोटर को ओपन सर्किट करता हूं तो यह घूमने वाला नहीं है और द्वितीयक पक्ष किसी भी तरह से पिंजरे की मोटर में शॉर्ट सर्किट है मैं अंदर नहीं जा सकता और फिर अंत रिंग कनेक्शन को तोड़ सकता हूं और कहता हूं कि यह खुला हुआ है जिसे मैं नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं वास्तव में ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करने जा रहा हूं ओपन सर्किट टेस्ट करने के बजाय हम जो करते हैं वह इंडक्शन मोटर का नो लोड है हम बस मोटर को स्वतंत्र रूप से चलाने की अनुमति देने जा रहे हैं मुफ्त चलने वाले परीक्षण हम इसे मुफ्त चलने वाले के रूप में कहते हैं यह बिना लोड किए स्वतंत्र रूप से चल रहा है मैं इसे लोड नहीं करने जा रहा हूं तो आप अनिवार्य रूप से बिना लोड किए परीक्षण कर रहे हैं जब मोटर बिना किसी अन्य से जुड़ा हुआ है या किसी अन्य यांत्रिक भार के बिना युग्मित किए बिना स्वतंत्र रूप से चल रहा है जब मैं बिना लोड किए परीक्षण करने जा रहा हूं तब तकआप मोटर विशेषताओं के बारे में सोचें मैं इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जा रहा हूं यह R2ls यह X2l और यह V1 यह R1 यह X1 हैनिश्चित रूप से मेरे पास Rc और Xm है यह स्वतंत्र रूप से चल रहा है यह उतना ही अच्छा है जितना नो लोड टॉर्क 0 है जब टॉर्क 0 है तो स्लिप भी 0 के करीब होगी यदि बिल्कुल 0 नहीं तो स्लिप 0 के करीब होगी क्योंकि मैं सचमुच 0 टॉर्क के लिए पूछ रहा हूं मैं कोई टॉर्क नहीं चाहता जिसका मतलब है कि रोटर करंट लगभग 0 हो जाएगा l रोटर करंट का प्रवाह नहीं होगा इसमें बहुत बहुत मिनिस्यूल वैल्यू हो सकती है इसलिए नो लोड की स्थिति उतनी ही अच्छी है जितनी इन्फिनिटी रोटर सर्किट इम्पीडेंस होने की या रोटर सर्किट पूरी तरह से खुला सर्किट होने के कारण यह उसी के बराबर होगा स्लिप लगभग 0 के करीब है नो लोड की स्थिति में यदि स्लिप लगभग 0 के करीब है नो लोड की स्थिति के तहत R2 s अनंत होता है यदि R2 s अनंत है यह उतना ही अच्छा है जितना रोटर को खोलना इसलिए नो लोड स्थिति प्रेरण मोटर की स्थिति में लगभग एक ट्रांसफार्मर के खुले सर्किट की स्थिति की नकल करती है तो यही कारण है कि हम सामान्य रूप से नो लोड परीक्षण करते हैं या हम इसे स्वतंत्र चलने वाला परीक्षण भी कहते हैं इसलिए स्वतंत्र चल रहे परीक्षण की स्थिति के तहत हम आम तौर पर शाफ्ट पर कोई भार लागू नहीं करते हैं और यह मापने की कोशिश करते हैं कि शक्ति क्या है इसलिए जो हम करने जा रहे हैं वह सर्किट आरेख कुछ इस तरह है कि मैं 3 चरण की आपूर्ति करने जा रहा हूं मेरे पास 3 चरण वैरिएक या एक ऑटो ट्रांसफार्मर होगा इसलिए मैं पूर्ण आपूर्ति को वैरिएक से जोड़ रहा हूं और मेरे पास 3 जॉकी पॉइंट्स इस तरह से आने वाले हैं जो 3 चरण इंडक्शन मोटर में जाएंगे मैं इसे प्रति चरण नहीं कर सकता जाहिर है मैंने इसे 3 चरणों के लिए किया है और फिर प्रति चरण मापदंडों की गणना करता हूं अब यहां मेरी प्रेरण मोटर है इसलिए प्रेरण मोटर इस तरह से है यह मेरा स्टेटर है रोटर मैं आंतरिक रूप से दिखा सकता हूं लेकिन मैंने आईएम लिखा है इसलिए मैं इसे वहां नहीं दिखाना चाहता हूं अन्यथा यह तरीका है स्क्वीररेल केज रोटर दिखाएगा अगर यह स्लिप रिंग रोटर है तो मैं इसे इस तरह से दिखाऊंगा जैसे 3 वाइंडिंग निकलती है तो यह स्लिप रिंग या वुन्ड रोटर है जबकि यह स्क्वीररेल केज रोटर है मैं केवल प्रतिनिधित्व दिखा रहा हूं इसलिए यह स्क्वीररेल केज रोटर अब कृपया ध्यान दें कि मैं डीसी मशीन में कोई ब्रश नहीं दिखाऊंगा मैं हमेशा आर्मेचर में ब्रश दिखाऊंगा यहां मुझे ब्रश नहीं दिखाना चाहिए अब यह वाटमीटर और एमीटर और वोल्टमीटर के माध्यम से जुड़ा होगा निश्चित रूप से हम कनेक्ट कर सकते हैं मल्टी मीटर मापने का काम कर सकते हैं इसलिए मैं 1 वाटमीटर 1 और वाटमीटर दिखाने जा रहा हूं और मैं दो दबाव कॉइल दिखाने जा रहा हूं हम वाटमीटर विधि उपयोग कर रहे हैं इसलिए मैं यहां 1 और प्रेशर कॉइल रखने जा रहा हूं पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल हम इसे कहते हैं हम इस बारे में बात कर रहे थे हम शुरू में 3 चरण सर्किट के बारे में भी बात कर रहे थे इसलिए यह ML मेन लोड है और यह सामान्य बिंदु है और यह वोल्टेज बिंदु है यह आम है यह वोल्टेज है तो हो सकता है M1 L1 M2 L2 यह V2 यह V1 है l अब मैं इसे सीधे इंडक्शन मोटर से जोड़ूंगा इसलिए मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि यद्यपि यह यहां से जुड़ा हुआ है यह यहां से जुड़ा हुआ है यह यहां से जुड़ा हुआ है मैं एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकता हूं यदि मैं यहां चाहता हूं तो निश्चित रूप से एक एमीटर कनेक्ट होना चाहिए जो मैं भूल रहा हूं निश्चित रूप से एमीटर को आना चाहिए 3 चरण इंडक्शन मीटर को संतुलित मान लिया जाए तो यह सामान्य रूप से संतुलित हो जाएगा इसलिए 1 चरण वर्तमान यदि मैं मापता हूं तो यह काफी अच्छा है यह स्टार से जुड़ा हो सकता है यह डेल्टा से जुड़ा हुआ हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं W1 और W2 2 वाटमीटर रीडिंग प्राप्त करने जा रहा हूं तो W1 W2 W0 होने जा रहा है यह निश्चित रूप से 3 चरण 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट AC है जो प्रयोगशाला में सामान्य रूप से उपलब्ध है तो आप एक वैरिएक का उपयोग करके इंडक्शन मोटर में रेटेड वोल्टेज को लागू करेंगे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे जिससे आपको करंट का झटका अचानक मोटर में नहीं दिखेगा जिससे आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे और मोटर घूमने लगेगा आप इसे रेटेड वोल्टेज तक लाएगा आप मापेंगे कि एमीटर रीडिंग का मूल्य क्या है और आपको वोल्टमीटर रीडिंग भी मिलेगी और आपको वाट्मीटर रीडिंग भी मिलेगी नो लोड की स्थिति के तहत प्रमुख करंट प्रतिरोध के चुंबकत्व प्रतिक्रिया कोर हानि घटक द्वारा होता है आम तौर पर कोर नुकसान एक इंडक्शन मोटर में जितना संभव हो उतना कम से कम होना चाहिए क्योंकि मैंने कोर को परतदार कर दिया होगा उम्मीद है कि हिस्टैरिसीस नुकसान भी अधिक नहीं होगा लेकिन एक नुकसान घूर्णी नुकसान है हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है निश्चित रूप से घूर्णी नुकसान की कुछ मात्रा होगी घर्षण होगा चाहे मैं इसे पसंद करता हूं या नहीं कुछ मात्रा में समापन होगा चाहे मुझे पसंद हो या न हो नहीं इसलिए कुछ यांत्रिक नुकसान हो रहे हैं जिनके लिए मैं हिसाब नहीं दे सकता अधिकांश बार इंडक्शन मोटर के समतुल्य सर्किट में RC इस यांत्रिक नुकसान का भी ध्यान रखेगा हम अक्सर सब कुछ एक साथ क्लब कर सकते हैं और कहते हैं कि RC प्रतिनिधित्व करें क्योंकि सभी नुकसानों को स्वतंत्र रूप से विभाजित करना या विभाजन करना बहुत मुश्किल है बहुत बार यह होगा हमारे लिए नुकसानों का बंटवारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए हम बिना लोड टेस्ट के दौरान पूरा यांत्रिक नुकसान उठा सकते हैं साथ ही जो भी कोर लॉस सब कुछ एक साथ डालते हैं उसे हम RC कह सकते हैं इसलिए करंट मुख्य रूप से चुंबकीयकरण धारा के कारण होता है अगर मैं कहता हूं कि RC को बहुत अधिक नुकसान नहीं हो रहा है अगर चुंबकिंग करंट प्राथमिक प्रवाह है जो बिना लोड की स्थिति के दौरान खींचा जा रहा है तो पावर फैक्टर खराब होने वाला है क्योंकि चुंबकीयकरण हमेशा प्रकृति में इंडक्टिव होता है लेकिन अगर यह इंडक्टिव है तो 90 डिग्री लैगिंग करंट होने वाला है और यदि यह 90 डिग्री लैगिंग करंट है और RC करंट एक छोटा करंट है तो कुल मिलाकर करंट बहुत ज्यादा लैगिंग होने वाला है अगर यह बहुत लैगिंग चल रहा है वाटमीटर में तो मामलों में से एक होगा अन्य मामले के रूप में वाटमीटर रीडिंग के अनुरूप है अगर Φ 60 डिग्री से अधिक लैगिंग है तोनिश्चित रूप से सभी संभावना में 2 वाटमीटर में से 1किकबैक होगाआप देखेंगे कि सुई 0 से नीचे जाती है इसलिए आप वाटमीटर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे 3 चरण वाटमीटर स्वचालित रूप से आपको जोड़ देगा और आपको समग्र शक्ति प्रदान करेगा इसलिए आम तौर पर मैं वाटमीटर का उपयोग करने पर जोर देता हूं ताकि आप लोग इन किकिंग बैक ईवेंट को देखने में सक्षम हों यह देखना महत्वपूर्ण है कि तभी आपको एहसास होगा कि कब पावर फैक्टर वास्तव में खराब है तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से 1 वाटमीटर में एक किकिंग बैक प्राप्त करने जा रहा हूं यदि 1 वाॅटमीटर में किकिंग बैक हों तो हम करंट कॉइल को उल्टा कर देगा इसका मतलब है कि आपको मौजूदा कॉइल को डिस्कनेक्ट करना और फिर से कनेक्ट करना होगा जो कि हम सामान्य रूप से करेंगे तो M लोड की ओर L आपूर्ति पक्ष की ओर आ जाएगा अगर मैं सिर्फ 180 डिग्री उल्टा कर दूं तो चरण स्वचालित रूप से 5 में से 1 बना देगा जो भी हमारे पास है या बाहर आने के लिए 180 माइनस या ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप स्वचालित रूप से देखेंगे कि रिडिंग सकारात्मक हो गया है इसलिए यदि आप करंट कुंडली को उलटने के बारे में बात कर रहे हैं तो यह मुश्किल नहीं होगा लेकिन जो कुछ भी आपको मिला है उसे उलटने के बाद आपको एक सकारात्मक रिडिंग मिलेगा लेकिन इसे माइनस और इतने वाट के रूप में नोट करें तो हम कहते हैं कि W1 100 वाट था W2 माइनस 50 वाट था मूल रूप से तो यह वास्तव में वापस किक मार रहा था लेकिन उलटने के बाद यह 50 वाट दिखाया गया है इसलिए आप W1 100 W2 50 दिखाएंगे इसलिए यह किकिंग बैक सामान्य रूप से अधिकांश प्रेरण मोटर्स में होता है अगर ऐसा होता है कि यह एक अच्छी तरह से डिजाइन प्रेरण मोटर है जिसे चुंबकीयकरण की बहुत कम आवश्यकता है तो यह नो लोड परीक्षण है इसलिए मैं करने जा रहा हूं और मेरे पास VNL और INL होने जा रहा है ये वे रीडिंग हैं जो मुझे मिलते हैं मैं एक मल्टी मीटर के साथ R1 मापने में सक्षम होगा R1 स्टेटर वाइंडिंग का प्रतिरोध है मैं हमेशा प्रेरण मोटर स्टेटर के 2 टर्मिनल के बीच कनेक्ट कर सकता हूं मैं एक मल्टी मीटर कनेक्ट कर सकता हूं अगर यह स्टार जुड़ा हुआ है तो यह R1 R1 है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे क्योंकि उनमें से 2 श्रृंखला में आएंगे यदि मेरा स्टेटर वाइंडिंग स्टार में है और मैं इन 2 के बीच एक मल्टी मीटर लगाता हूँ तो यह R1 R1 निकलेगा इसलिए जो भी मुझे मल्टी मीटर रेसिस्टेंस के रूप में मिलेगा उसे मुझे 2 से भाग देना होगा यदि यह एक स्टार कनेक्टेड प्रेरण मोटर है तो लेकिन अगर यह डेल्टा कनेक्टेड प्रेरण मोटर है R1 2 R1 के साथ समानांतर में है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे R1 ll 2R1इसलिए यह 23 R1 होने जा रहा है जिसके कारण मुझे फिर से शब्दों की गणना करने में सक्षम होना चाहिए कि R1 का मूल्य क्या है तो मैं बस एक मल्टी मीटर का उपयोग कर सकता हूं और प्रतिरोध को माप सकता हूं मेरे पास प्रतिरोध है मैंने नो लोड परीक्षण किया है अब ट्रांसफार्मर में हम आसानी से इस R1 में जो कुछ भी भंग हो गया था उसकी उपेक्षा करते हैं क्योंकि द्वितीयक के खुले सर्किट की स्थिति के तहत करंट 5 प्रतिशत से कम था हम इसे पूरी तरह से उपेक्षित कर सकते हैं जबकि यहां मैं इसे पूरी तरह से उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकता तथ्य यह है कि बिना लोड की स्थिति के तहत खींची गई धारा 25 से 30 35 प्रतिशत के बीच कहीं भी होती है यह एक बड़ी प्रेरण मोटर के मामले में लगभग 20 प्रतिशत या कुछ और है लेकिन फिर से एक छोटी प्रेरण मोटर प्रयोगशाला में हमारे पास है जिसे हम लापरवाह नहीं कर सकते हैं इसलिए यदि आप वास्तव में नो लोड के मूल्य को देखते हैं तो यह कई मामलों में 50 प्रतिशत तक भी अधिक हो सकता है इसलिए यह बहुत बड़ा है आम तौर पर नो लोड करंट बहुत बड़ा होता है जिसके कारण हम कहेंगे यह वास्तविक यांत्रिक नुकसान होगा और मुख्य नुकसान होगा जो हमें RC गणना करने में मदद करेगा कृपया याद रखें कि सभी रीडिंग 3 चरण के लिए हैं इसलिए मैं एक डेल्टा कनेक्टेड मोटर VNL V0 प्रति चरण जुड़ा लेकिन अगर यह एक स्टार कनेक्टेड मोटर है हूं तो मुझे प्रत्येक चरण के बेस पर सब कुछ रूपांतरण करना होगा इसी तरह वास्तविक कोर लॉस के रूप में अब गणना की गई है साथ ही यांत्रिक नुकसान जो मुझे 3 चरण प्रति भाग से विभाजित करना है अंततः मेरे पास है जब भी मैं प्रति चरण की गणना करता हूं तो बेहतर है कि मैं एक चरण के आधार पर सब कुछ परिवर्तित करना न भूलें मुझे तब तक करना होगा जब तक कि मुझे ऐसा न करना पड़े मैं गलतियाँ करने के लिए बाध्य हूँ इसलिए हम नो लोड परीक्षण और दूसरे परीक्षण के साथ जारी रहेंगे जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण के बराबर है